किसी दिए गए प्रिज्म के लिए विचलन बनाम तरंगदैर्घ्य के अंशांकन वक्र का निर्धारण और इस अंशांकन वक्र का उपयोग करके अज्ञात प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्ध्य का निर्धारण आज हम एक विशेष प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन बनाम तरंगदैर्घ्य के लिए प्रयोग प्रदर्शित करेंगे पिछली कक्षा में कल हमने आपतन कोण के एक फलन के रूप में विचलन के बारे में चर्चा की है और वहां से न्यूनतम विचलन का पता कैसे करें और यदि आप प्रिज्म कोण को जानते हैं तो आप अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का पता लगा सकते हैं आज मैं चर्चा करूंगा मैं वास्तव में न्यूनतम विचलन के न्यूनतम विचलन कोण बनाम प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का कर्व डेल्टा लैम्बडा कर्व ड्रा करूंगा प्रदर्शित करूंगा इसे दिए गए प्रिज्म के लिए ज्ञात तरंगदैर्ध्य की वर्णक्रमीय रेखाओं का उपयोग करके विक्षेपण वक्र डिसपेरसिव कर्व भी कहा जाता है तब इस कर्व से प्रकाश की अज्ञात तरंगदैर्ध्य का पता लगाएं यह प्रयोग है प्रिज़्म का उपयोग करके वर्णक्रमीय रेखाओं या प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का पता कैसे लगाया जाए यह प्रयोग है यह विक्षेपण वक्र डिसपेरसिव कर्व नहीं है विक्षेपण वक्र डिसपेरसिव कर्व अपवर्तनांक बनाम तरंगदैर्ध्य है इस कर्व को कैलिब्रेशन कर्व कहा जाता है शुरू में हम ज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिए न्यूनतम विचलन का पता लगाते हैं और फिर हम इसे प्लॉट करेंगे अब इसी प्रिज्म के लिए यदि आप अज्ञात प्रकाश तरंगदैर्ध्य वाले अज्ञात प्रकाश का उपयोग करते हैं तो हम विचलन को मापेंगे अब वह विचलन प्लॉट में वक्र में स्थित होगा और फिर हम वक्र से संगत तरंगदैर्ध्य का पता लगा सकते हैं इस प्रयोग के लिए काम करने का सिद्धांत है एक सोडियम स्रोत ले और प्रिज्म को टेबल पर रखें मैंने माना है कि स्पेक्ट्रोमीटर शुरू में लेवल है मैकेनिकल लेवलिंग ऑप्टिकल लेवलिंग साथ ही समानांतर किरणों की विधि के लिए संदर्भ समय 0339 यह सब कुछ किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर प्रयोग के लिए तैयार है कॉलीमटोर से समानांतर किरणें प्रिज्म पर गिरेंगी और प्रिज्म से अपवर्तित किरणें प्राप्त होंगी स्रोत की इमेज हम टेलीस्कोप के द्वारा प्राप्त करेंगे यह शुरूआती एडजस्टमेंट तैयार है अब हम प्रयोग करेंगे हम पहले सोडियम स्रोत का उपयोग करेंगे और फिर हम प्रिज्म को प्रिज्म टेबल पर रखेंगे और फिर सोडियम डी लाइनों के लिए प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखने के बाद इस सोडियम लाइट के लिए न्यूनतम विचलन का पता लगाएंगे और इसके लिए रीडिंग भी लेंगे हम स्रोत को किसी अन्य स्रोत के साथ मरकरी या हीलियम स्रोत से बदलेंगे अभी इसको मरकरी या हीलियम स्रोत से बदला जाएगा यहाँ हम मानते हैं कि अब हम विभिन्न रंगों की वर्णक्रमीय रेखाएँ देखेंगे और उन वर्णक्रमीय रेखाओं की तरंगदैर्ध्य को वास्तव में चार्ट से जाना जाता है जिससे पता चल सकता है कि हीलियम स्रोत या मरकरी स्रोत के वर्णक्रम के लिए तरंगदैर्ध्य क्या है ये स्रोत हम एक ज्ञात स्रोत के रूप में लेंगे जिसका अर्थ है वर्णक्रमीय रेखाओं के लिए ज्ञात तरंगदैर्ध्य यह प्रकाश प्रिज्म पर गिरेगा अब आपको यह विक्षेपण मिलेगा विचलन यह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है अलग अलग रंग आपको सेपरटेली प्राप्त होंगे अब हम अलग अलग रंगों के लिए टेलीस्कोप को अलग अलग स्थिति में रखकर विचलन को मापेंगे हम उस विचलन को मापेंगे मैंने फिर एक गलती की यहाँ मैंने इसको न्यूनतम विचलन बताया यह न्यूनतम विचलन नहीं है यह विचलन है यह सिर्फ विचलन है तरंगदैर्ध्य का फलन वास्तव में यह प्रिज्म की किसी विशेष स्थिति के लिए न्यूनतम विचलन नहीं है हम अलग अलग तरंगदैर्ध्य के लिए प्रिज्म की इस स्थिति को बिना विचलित किए विचलन को माप रहे हैं हम अभी फिर से अज्ञात तरंगदैर्ध्य के एक अन्य स्रोत से बदल देंगे फिर से हम उस विचलन को मापेंगे जिसे हम अंशांकन वक्र में प्लॉट करेंगे और वहां से हम इसके लिए संगत तरंगदैर्ध्य का पता लगा सकते हैं जैसा मैंने बताया कि ये सभी मापन हम तरंगदैर्ध्य की किसी विशेष स्थिति के लिए करने जा रहे हैं वह विशेष स्थिति क्या है यह विशेष स्थिति सोडियम लाइट के लिए न्यूनतम विचलन पर फिक्स्ड की गई है यही कारण है कि पहले इस सेटअप की आवश्यकता है हम जानते हैं कि यह प्रिज्म की स्थिति है वह स्थिति क्या है सोडियम डी लाइन के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति अब बस हम ज्ञात तरंगदैर्ध्य के स्रोत को बदलेंगे और विभिन्न रंगों के विचलन को मापेंगे और फिर अज्ञात तरंगदैर्ध्य के स्रोत से रिप्लेस करेंगे और अज्ञात स्रोत के लिए अलग अलग रंगों के लिए विचलन को मापेंगे अब मैं अब विचलन जानता हूं मेरे पास विचलन बनाम तरंगदैर्घ्य अंशांकन वक्र था उस वक्र से अगर मुझे पता है कि अगर मैं अज्ञात स्रोत के लिए विचलन को प्लॉट करता हूं तो मुझे संगत तरंगदैर्ध्य मिलेगी यह प्रयोग है आइए पहले इस भाग को करें जो मैंने पहले ही कहा है यहाँ कॉलीमटोर से समानांतर किरणें आ रही हैं और यह प्रिज़्म पर गिर रही है आप देख सकते हैं कि यह प्रिज़्म का आधार है और यह एक रेफ्लेक्टेड फेस है और दूसरा रेफ्लेक्टेड फेस इस तरफ है और यह प्रिज्म का शीर्ष है मैंने पहले से ही कहा है कि इस स्रोत के लिए प्रिज्म न्यूनतम विचलन स्थिति पर है सोडियम स्रोत से पीला प्रकाश आ रहा है यह पहले से ही न्यूनतम विचलन की स्थिति में है अब बस मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या है नहीं किसी विशेष आपतन कोण के लिए आपको न्यूनतम विचलन मिलेगा यदि आप आपतन कोण को बढ़ाते हैं विचलन बढ़ जाएगा यदि आप न्यूनतम विचलन कोण से आपतन कोण को कम करते हैं तब भी इस विचलन में वृद्धि होगी इसे मैं अभी आपको अपने कैमरे में दिखाना चाहूँगा यहाँ मैंने कैमरा सेट किया है मुझे लगता है कि मुझे जानना होगा मुझे लगता है कि यह ठीक है यहाँ आई पीस के सामने मैंने अभी अपना कैमरा रखा है आप इस दृश्य को देख सकते हैं यह क्रॉस वायर और वह क्रॉस वायर यहां है सोडियम के लिए यह वर्णक्रमीय रेखाएं हैं जैसा कि मैंने बताया कि मैंने यह लगभग न्यूनतम विचलन की स्थिति में सेट किया है अभी के लिए मैं बस आपतन कोण बदल रहा हूँ मैं प्रिज्म को घुमा रहा हूं आप देख सकते हैं कि यह इस ओर बढ़ रहा है अब मैं विपरीत साइड में प्रिज्म को घुमा रहा हूं यह वापस आ रहा है और फिर हाँ आप देखते हैं अब मैं रोटेशन जारी रख रहा हूं फिर यह वापस जा रहा है ठीक है इसका मतलब है कि यह न्यूनतम विचलन स्थिति है ठीक है यह क्रॉस पर न्यूनतम विचलन की स्थिति है न्यूनतम विचलन स्थिति में यह वर्णक्रमीय रेखा क्रॉस पॉइंट पर होती है यह न्यूनतम विचलन स्थिति है अगर मैं इस स्थिति से बढ़ता हूं अगर मैं प्रिज्म टेबल को घुमाते हुए आपतन कोण को बढ़ाता हूं मैं कहता हूँ कि यह क्लॉकवाइज है या एंटीक्लॉकवाइज है जो भी दोनों तरीकों मैं यह जा रहा है यह इस स्थिति से वापस जा रहा है यही कारण है कि यह एक न्यूनतम विचलन स्थिति है अब मेरा प्रिज्म सोडियम लाइट के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में है मैं इसके लिए रीडिंग लूंगा मैं इसके लिए यहां रीडिंग लूंगा मुझे रीडिंग लेनी है प्रयोगात्मक डेटा रिकॉर्डिंग प्रथम जैसा कि आप जानते हैं इस स्पेक्ट्रोमीटर के वर्नियर स्थिरांक का निर्धारण इन सभी की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं हमारे केस में यह 20 सेकंड है यह आपको लिखना होगा टेलीस्कोप की डायरेक्ट रीडिंग उस रीडिंग को हम प्रयोग के अंत में ले सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि हमें इसे शुरुआत में ही लेना होगा या तो आप शुरुआत में ले सकते हैं या आप प्रयोग के अंत में टेलीस्कोप की इस डायरेक्ट रीडिंग को ले सकते हैं इसकी भी हमने अन्य प्रयोग में चर्चा की है वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के लिए यह रीडिंग वर्नियर1 के लिए यह 'a' है और वर्नियर 2 के लिए यह 'b' है यह डायरेक्ट रीडिंग है अब अगली टेबल सोडियम डी लाइनों के लिए न्यूनतम विचलन की रीडिंग है टेबल 2 से हम टेलीस्कोप की डायरेक्ट पोजीशन के लिए डायरेक्ट रीडिंग जानते हैं वर्नियर 1 के लिए यह 'a' और वर्नियर 2 के लिए 'b' है आपको टेबल के टॉप पर नोट करना चाहिए और फिर वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के लिए आप मेन स्केल पर रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग और इन मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल की कुल रीडिंग को लेते हैं वर्नियर 1 के लिए के लिए औसत निकालें कहें कि यह R1 है और वर्नियर 2 के लिए औसत रीडिंग है यह R2 न्यूनतम विचलन डेल्टा M होगा R1 माइनस डायरेक्ट रेज़ के लिए रीडिंग जो 'a' है R1 माइनस a जो कि न्यूनतम विचलन होगा और R2 माइनस b जो न्यूनतम विचलन होगा वर्नियर 2 को इस तरफ से इसे देखने पर और वर्नियर 1 से देखने पर मुझे लगता है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन इसे हम प्रिज्म की एक विशेष स्थिति में फिक्सिंग कर रहे हैं किस स्थिति में यह मनमाना नहीं हो सकता है ठीक है हमने इसे क्यों चुना है ताकि हम प्रिज़्म को डिस्टर्ब किए बिना दूसरे स्रोत को रिप्लेस कर सकें तो हम सभी रंगों के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद हमें प्रिज्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए प्रिज्म उसी स्थिति में उसी तरह रहेगा ठीक है हम वर्नियर की स्थिति को नहीं बदलेंगे केवल हम टेलीस्कोप को घुमाएंगे तब रीडिंग बदल जायेगी डायरेक्ट रीडिंग और इस के लिए रीडिंग है केवल यह एक ऐसा करने के बाद हम प्रिज्म को बिल्कुल भी नहीं छूएंगे हम केवल स्रोत सोडियम स्रोत को दूसरे स्रोत से बदल देंगे इस स्थिति में हम एक ज्ञात स्रोत के रूप में मरकरी स्रोत का उपयोग करेंगे अब हम इस सोडियम स्रोत को मरकरी स्रोत से बदल देंगे और वर्णक्रमीय रेखाओं के विचलन के लिए रीडिंग लेंगे और इन वर्णक्रमीय रेखाएँ की तरंगदैर्ध्य हमें ऊपर से मालूम हैं हम जानते हैं इसे मैं आपको दिखा सकता हूं हमारे पास मूल रूप से एक चार्ट है आप यहां देख सकते हैं इस मरकरी स्रोत के लिए मरकरी स्रोत की वर्णक्रमीय रेखाएं है हम विभिन्न रंगों के स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे स्पेक्ट्रम का रंग बैंगनी नीला दूसरा नीला फिर हरा फिर दूसरा हरा होता है तीव्रता अलग होगी और यह फिर पीला फिर नारंगी उनकी तरंगदैर्ध्य यहाँ दी गई है इन तरंगदैर्ध्य का हम उपयोग करेंगे पहले हम स्रोत को रेप्लस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इन रंगों की वर्णक्रमीय रेखाएँ मिलती है और फिर हमें संगत तरंगदैर्ध्यों के लिए रंगों की पहचान करनी होगी और फिर अलग अलग तरंगदैर्ध्य के लिए हमें टेलीस्कोप को घुमाते हुए विचलन की रीडिंग लेनी होगी अब हम सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना सोडियम स्रोत को बदल देंगे कृपया इसे बाहर निकालें और फिर मरकरी स्रोत को रखें हां हमारे पास अभी यह मरकरी स्रोत है और आपको स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अभी हम सेट करेंगे हम सेट करेंगे और मुझे जाँचने दें कि क्या हमें मिल रही है हाँ मुझे लगता है कि हमें इसे एक बार फिर सेट करना होगा यह अच्छी तरह से आया है तो आप अभी इसे देख सकते हैं मैंने इसे बदल दिया है पहले सिर्फ पीला रंग सोडियम स्रोत के लिए सोडियम डी लाइनों से आया था अब यह मरकरी स्रोत के लिए जो प्रकाश है प्रिज्म पर गिर रहा है और फिर हमें विभिन्न रंगों का सेपरेशन प्राप्त हो रहा है मैंने कौन से रंग बताए हैं क्या प्रमुखता होनी चाहिए यहाँ कई वर्णक्रमीय रेखाएं हैं लेकिन आप सभी को नहीं देख सकते हैं प्रमुख रंग जो लाल रंग होना चाहिए मुझे लगता है कि बैंगनी नीला फिर हरा पीला नारंगी मैं यहाँ कितने देख सकता हूँ मुझे लगता है कि यह बैंगनी है और यह नारंगी पीला हरा है मैं हरे नीले नारंगी देख सकता हूँ मुझे लगता है कि यह मूल रूप से नारंगी है लाल नहीं लाल दिखता है लेकिन यह नारंगी है फिर उसके बाद हमें पीला प्राप्त हो रहा है नारंगी रंग के लिए संगत तरंगदैर्ध्य 6152 दिया गया है और फिर पीले रंग के लिए यह 5769 है और फिर आपको यह हरा रंग मिलेगा आपको यह 5460 मिलेगा और यहां यह अन्य रंग यह बैंगनी रंग है आप इसे देख सकते हैं लेकिन यह बहुत तीव्र नहीं है यहां हम इसे नहीं देख सकते लेकिन मुझे लगता है कि टेलीस्कोप के द्वारा मैं सभी रंगों को देख पाऊंगा लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ मरकरी प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूं यह अभी के लिए है मैं अभी इस कैमरे को हटा दूंगा अपने मोबाइल को और बस मुझे जो करना है वह प्रयोग करूंगा मैं टेलीस्कोप को थोड़ा मूव करूंगा आप जानते हैं और आप देखेंगे मैं इसे क्रॉस वायर पर सेट करूंगा मुझे यह क्रॉस वायर सेट करना होगा मुझे सेट करना है मुझे लगता है कि मुझे इसे हटा देना चाहिए मैं अपना मोबाइल यहाँ से हटा दूँगा अभी के लिए इसको बंद कर दूंगा अब मुझे स्पेक्ट्रा को देखने दो मैं बहुत अच्छा स्पेक्ट्रा देख सकता हूं वास्तव में मैं पीला रंग देख सकता हूं मुझे लगता है कि नारंगी और फिर वहां नारंगी रंग की दो रेखाएं दिखती हैं फिर पीला फिर मैं हरे रंग को देख सकता हूं फिर बैंगनी रंग काफी दूर है क्योंकि इस हरे और इस बैंगनी के बीच तरंगदैर्ध्य अंतर है यह करने से पहले हरे रंग के लिए तरंगदैर्ध्य 5460 है और बैंगनी रंग के लिए 4046 है यह अंतर लगभग 1400 Å एंगस्ट्रॉम है इसीलिए इस वायलेट रंग का यह विचलन अधिक है मुझे स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर नहीं टेलीस्कोप को इस स्थिति से दूर ले जाना है मुझे यह बैंगनी मिलेगा वैसे भी अब मुझे क्या करना है मैं विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाओं अर्थात अलग अलग तरंगदैर्ध्य के पर क्रॉस वायर सेट करूँगा और मुझे संगत रीडिंग को लेना होगा जैसा कि मैंने यहां दिखाया है वास्तव में यहाँ यह जो मैंने दिखाया है अब मरकरी स्रोत है तो अब मुझे वर्णक्रमीय रेखाएँ मिल रही हैं जो मैंने आपको दिखाईं अब यह 'T0' है यह डायरेक्ट है पहले से ही हमने यह रीडिंग ले ली है या प्रयोग के अंत में हम ले लेंगे अब मैं टेलीस्कोप को इस स्थिति में रखूंगा और फिर रीडिंग लूंगा वर्णक्रमीय रेखाओं की दूसरी पोजीशन पर रखूंगा रीडिंग लूंगा यदि आप टेबल देखते हैं यह स्पष्ट है कि मैं यहाँ क्या करूँगा बस कोई भी रंग मैंने लिखा है कि यहाँ रंग से कोई लेना देना नहीं है रंग के बारे में क्या आप देखेंगे बस वह रंग सही होना चाहिए और संगत तरंगदैर्ध्य को अब प्रत्येक रंग के लिए चार्ट से लिख लेना चाहिए मुझे उस पर टेलीस्कोप क्रॉस वायर सेट करना होगा मैं टेलीस्कोप को को घुमाने के लिए फाइन स्क्रू का इस्तेमाल करूंगा अब मैं कहता हूं कि टेलीस्कोप इस क्रॉस वायर पर है यह नारंगी रंग है अब इस नारंगी रंग के लिए यह लाल नहीं है यह नारंगी है और इसके संगत तरंगदैर्ध्य भी मैं नीचे नोट कर सकता हूं मेरे पास नारंगी के लिए चार्ट है 6152 एंगस्ट्रॉम मुझे नीचे नोट करना होगा और फिर मुझे वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से इस रीडिंग को नोट करना होगा मुझे इसकी आवश्यकता है और इसकी भी मुझे प्रकाश की आवश्यकता है लेकिन मैं रीडिंग लेने नहीं जा रहा हूं वर्नियर 1और वर्नियर 2 के लिए रीडिंग कैसे लें हमें यह रीडिंग लेनी चाहिए और नोट करनी चाहिए आप दो बार लें आप इन क्रॉस वायर की स्थिति को एडजस्ट कर सकते हैं अब बेहतर तरीके से लेने की कोशिश करें आप कर सकते हैं पैरलैक्स एरर नहीं होनी चाहिए आप अपने सिर को एडजस्ट कर सकते हैं और वर्नियर 1 एवं वर्नियर 2 के लिए दो बार रीडिंग लेI आप रीडिंग लेते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि गणना कैसे करें आपको औसत 'R' मिलेगा यहाँ मैं कह रहा हूँ वर्नियर 1 के लिए 'c' और वर्नियर 2 के 'd' 'c' माइनस 'a' वर्नियर 1 के लिए डायरेक्ट रीडिंग 'a' है और 'd' माइनस 'b' वर्नियर 2 के लिए डायरेक्ट रीडिंग 'b' है ये विचलन होंगे और इसके लिए आपको औसत विचलन मिलेगा इस तरंगदैर्ध्य के लिए यह विचलन है दोबारा फिर से मुझे अगले रंग के लिए संदर्भ समय 3018 रखना होगा कहें कि मैंने पीले रंग पर रख दिया है पीले रंग के लिए हाँ यह पीला रंग है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है चार्ट से तरंगदैर्ध्य क्या है मैं लिख सकता हूँ और फिर से वर्नियर1 और वर्नियर 2 की रीडिंग लें ठीक है और विचलन प्राप्त करें विचलन की गणना करें इसी तरह अगले रंग के लिए क्रॉस वायर सेट करें ठीक है अगला रंग क्या है मुझे लगता है कि हरा है फिर रीडिंग लें फिर अगले रंग के लिए वायलेट के लिए वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से रीडिंग लें विचलन की गणना करें यहाँ आपके पास ज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए विचलन की रीडिंग तैयार है अब आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं या हम बाद में ग्राफ को प्लॉट करते हैं लेकिन इससे पहले हम एक और स्रोत ले लें उस स्रोत की तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात नहीं है यहां हम हीलियम स्रोत लेंगे हम कहते हैं कि हमें तरंगदैर्ध्य पता नहीं हैं हालांकि चार्ट से आपको पता चल जाएगा प्रायोगिक मान और मानक मान में क्या अंतर है की तुलना के लिए आप इस का उपयोग कर सकते हैं फिर से मैं अभी एक अन्य स्रोत अज्ञात स्रोत के साथ बदलूंगा जो हम बता रहे हैं कि यहां हम हीलियम स्रोत का उपयोग करेंगे और मुझे स्रोत को हीलियम के स्रोत से बदलने दें क्या आप अभी इस स्रोत को हीलियम स्रोत से बदल सकते हैं मुझे लगता है कि मैं आपको यह दिखाऊंगा कि हम हीलियम स्रोत को बदल रहे हैं यदि आप इस हीलियम के स्पेक्ट्रम को देखना चाहते हैं मैं फिर से अपने मोबाइल के इस कैमरे का उपयोग करूंगा और आपको दिखाऊंगा मुझे लगता है कि पहले हम यह हीलियम स्रोत है और हमें इस स्रोत को पावर देनी होगी तब यह आलोकित होगा यह हमारा हीलियम स्रोत है अब हमने स्रोत को पावर दी है यह उच्च किलो वोल्टेज है जिसको अप्लाई करना होगा और अब मुझे स्पेक्ट्रा को देखने दे यह सिलिअट नहीं है यह प्रमुख समस्या नहीं है हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा हाँ यह आ रहा है यह आ रहा है मुझे लगता है कि मुझे इसकी आवश्यकता हो सकती है मुझे लगता है कि मुझे टेलीस्कोप चाहिए मुझे प्रिज़्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए केवल मैं टेलीस्कोप की स्थिति को बदल सकता हूं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि मुझे इसका पता लगाना है क्योंकि मुझे यह यहां से पता लगाना है कि हम यहां हैं मैं देख सकता हूं हां मैं देख सकता हूं मैं सोचता हूं केवल विचलन है मुझे लगता है कि मूल रूप से हमें इस स्थिति का पता लगाना है हां मैं इसे देख सकता हूं अंत में हमने एक और स्रोत सेट किया है यहाँ अज्ञात स्रोत हीलियम है दुर्भाग्य से यह स्रोत तीव्रता किसी तरह बहुत क्षीण है इसीलिए मुझे वर्णक्रमीय रेखाएँ बहुत पतली मिल रही हैं मुझे लगता है कि मैं कैमरे में आपको नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन फिर भी मुझे इस क्रॉस वायर को न्यूनतम विचलन स्थिति पर सेट करना होगा मुझे इसे लॉक करना है और फिर इस विशेष वर्णक्रमीय रेखा के लिए सेट करना है ठीक है उसके रंग को लिखें जिसके लिए मुझे लगता है कि हम अलग रंग के 1 2 3 वर्णक्रमीय रेखाएं ले सकते हैं वह हमारे पास है या विभिन्न स्रोतों के लिए कर सकते हैं यहाँ हम हीलियम स्रोत का उपयोग कर रहे हैं आप दूसरे स्रोत नियोन स्रोत का उपयोग कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यह नहीं दिखाऊँगा समान रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ मैंने जो भी रंग सेट किया है वह रंग लिखना है यह पीला रंग है पीला रंग है और उस प्रिज़्म के लिए वर्नियर 1और वर्नियर 2 की रीडिंग लेनी चाहिए और फिर वहाँ से इस रीडिंग से आपको इस रंग के लिए न्यूनतम विचलन मिलेगा इसी तरह दूसरे रंग के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं आप अलग अलग स्रोत या एक ही स्रोत का उपयोग कर सकते हैं ठीक है अज्ञात रंग अज्ञात वर्णक्रमीय लाइनों के लिए यहां उस रंग के लिए रीडिंग लें जो आपको पता चलता है कि विचलन है न्यूनतम विचलन नहीं है अब आपको इसे हटा देना चाहिए और डायरेक्ट रीडिंग लेनी चाहिए जो मुझे लगता है कि मुझे इसका उपयोग करना है प्रयोग के अंत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट रीडिंग लें क्रॉस वायर को डायरेक्ट पर सेट करें हां और आप इसको भर सकते हैं टेलीस्कोप की डायरेक्ट स्थिति के लिए वर्नियर 1 और वर्नियर 2 की रीडिंग लें वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के लिए 'a' और 'b' का पता लगाएं आप सोडियम लाइनों के लिए विचलन की गणना करते हैं आप ज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए विचलन की गणना करते हैं ठीक है आप अज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए विचलन की गणना करते हैं फिर अभी यहाँ ग्राफ़ तरंगदैर्ध्य की प्लॉटिंग के लिए डेटा के लिए एक टेबल बनाते हैं और आप तरंगदैर्ध्य लिखते हैं और फिर संबंधित विचलन जो भी हमें टेबल 5 और टेबल 4 से मिला है और अज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए भी विचलन मिला है अब आप इसे प्लॉट कर सकते हैं ठीक है यदि आप विचलन को तरंगदैर्ध्य के एक फलन के रूप में प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे की हमें ये बिंदु मिलेंगे और फिर अभी आप इसे फिट करते हैं आप औसत वक्र बनाते हैं तो यह वक्र ऐसा होगा और यह लाइन भी होगी यह विक्षेपण वक्र है नहीं विक्षेपण वक्र नहीं है यह अंशांकन वक्र कहलाता है विचलन बनाम तरंगदैर्ध्य अब अज्ञात तरंग दैर्ध्य के लिए जो भी विचलन होता है यदि आप इस विचलन को प्लॉट में रखते है हम कहते हैं कि इस टेबल से एक विचलन के संगत तरंगदैर्ध्य का हम पता लगा सकते हैं यह अज्ञात तरंगदैर्ध्य है जैसा कि यह अज्ञात था यह इस अंशांकन वक्र से ज्ञात किया जाता है दूसरी अज्ञात रेखा अगर विचलन यह है यह वक्र पर बिंदु है आप इस प्रकार संगत तरंगदैर्ध्य जान सकते हैं इस प्रकार आप इस प्रयोग का उपयोग करके अज्ञात वर्णक्रमीय रेखाओं की तरंगदैर्ध्य का पता लगा सकते हैं आप काउची संबंध Cauchy's relation को भी सत्यापित कर सकते हैं यह है म्यू 𝛍 बराबर ए प्लस बी बाई लैम्ब्डा स्क्वायर यह भी इसी तरह के संबंध का पालन कर सकता है डेल्टा 𝝳 विचलन बराबर है K1 के यह अलग नियतांक हो सकता है K1 प्लस K2 बाई लैम्ब्डा स्क्वायर क्योंकि म्यू 𝛍 में यह A प्लस डेल्टा 𝝳m है यह डेल्टा 𝝳 विचलन तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है यह म्यू 𝛍 अपवर्तनांक यह विचलन पर निर्भर करता है और विचलन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर इस तरह के संबंध काउची संबंध Cauchy's relation हो सकते हैं अगर इस तरह से विचलन के संदर्भ में लिखा गया हो यदि यह संबंध वैध है इस विचलन के लिए यदि आप विचलन बनाम वन बाई लैम्ब्डा स्क्वायर प्लॉट करते हैं आपको सीधी रेखा मिलेगी वास्तव में आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि कॉची संबंध Cauchy's relation क्या है यह विचलन के लिए मान्य है या नहीं आप इसे सत्यापित कर सकते है डेल्टा 𝝳 बनाम वन बाई लैम्ब्डा स्क्वायर प्लॉट कर के वैसे भी यह एक अलग कहानी है लेकिन इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य वर्णक्रमीय रेखाओं के लिए अज्ञात तरंगदैर्ध्य या अज्ञात वर्णक्रमीय रेखाओं के लिए तरंगदैर्ध्य का पता लगाना है इसके लिए हमें पहले अंशांकन वक्र लेना होगा वह अंशांकन वक्र क्या है डेल्टा बनाम तरंगदैर्ध्य ज्ञात तरंगदैर्ध्य अब इस अंशांकन वक्र का उपयोग करके आप अज्ञात तरंग दैर्ध्य मापते हैं ठीक है वर्णक्रमीय लाइनों के लिए अज्ञात तरंगदैर्ध्य अब इस वक्र का उपयोग करके हम वर्णक्रमीय रेखाओं की तरंगदैर्ध्य का पता लगा सकते हैं जो कि एक अच्छा प्रयोग है अब प्रिज़्म स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके कोई भी वर्णक्रमीय रेखा की तरंगदैर्ध्य को माप सकता है मैं यहीं रुक जाऊंगा धन्यवाद